इस PCBपीसीबी को जिसे हमें समझना है इसका ब्लॉक स्तर योजनाबद्ध क्या है यह कैसे काम करता है यह ऊर्जा को कैसे संग्रहीत करता है यह कैसे है कि मैं पढ़ने में सक्षम हूं यह बेयरिंग तापमान बिना किसी बैटरी गैर इनवेसिव बिना बैटरी और मान जादू के साथ ऑटोमोबाइल चालक के डैशबोर्ड पर दिखाई देता है मैंने एक उदाहरण के रूप में एक ऑटोमोबाइल लिया है लेकिन यह कोई भी कार्यशाला हो सकता है मैकेनिकल वर्कशॉप मशीन जैसे लेथ मिलिंग मशीन वगैरह जहां कहीं भी बीयरिंग हैं जहां भी घूमने वाले घटक हैं घूमने वाली मशीनें हैं आपके पास एक बीयरिंग होना पड़ेगा और यह पूरा ध्यान वास्तव में बीयरिंग तापमान के माप के बारे में है तो हम वापस जाते हैं और इस सर्किट को देखते हैं ब्लॉक स्तर सर्किट आरेख आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ घूर्णन बीयरिंग है नियोडिमियम चुंबक के साथ जिसे मैंने यहाँ उल्लेख किया है तो यह नियोडिमियम चुंबक है चाप एक चाप यहाँ है एक और चाप यहाँ है दोनों चाप यहां दिखाए गए हैं तो मुझे इसे रगड़ने दें ताकि हम तस्वीर में कुछ स्पष्टता बनाए रखें और यह एक घूर्णन बीयरिंग है यह वह बीयरिंग है जो हर समय घूमता रहता है अब क्या होता है जब बीयरिंग घूमता है आर्क मैग्नेट जो इसके साथ संलग्न हैं वे भी गति में हैं घूर्णन भी कर रहे हैं और वास्तव में क्या होता है यह नीले कॉइल के पार एसी वोल्टेज की एक छोटी मात्रा को प्रेरित करता है जिसका हमने उल्लेख किया है और जो वोल्टेज प्रेरित है उसे स्थानांतरित कर दिया गया है एक रेक्टिफायर ब्लॉक को दिया गया है क्योंकि कोई सेंटर टेप नहीं है आपको ब्रिज रेक्टिफायर लगाना पड़ सकता है और क्योंकि आप ऊर्जा की कटाई कर रहे हैं आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस ब्रिज डायोड का फारवर्ड वोल्टेज ड्रॉप जितना संभव हो उतना कम हो तोआप छोटी कुंजी के लिए जाएंगे जो आपको 03 वोल्ट का एक फारवर्ड वोल्टेज ड्रॉप देगा इसलिए लघु कुंजी डायोड चुनें ताकि आप अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करने में सक्षम होंगे कि आप कटाई की गई ऊर्जा की मात्रा को अधिकतम करने में सक्षम होंगे अब हम एक और ब्लॉक देखते हैं जो शायद कभी हमारे सामने नहीं आया और यह बूस्ट कनवर्टर है मैंने इसे यहां लिखा है लेकिन मैं इसे स्पष्टीकरण के उद्देश्य से लिखूंगा इसका व्यवसाय यह है कि यह माइक्रोकंट्रोलर आमतौर पर 18 वोल्ट से कहीं पर संचालित होता है18 वोल्ट से अधिक ऊपर के बारे में हम 36 वोल्ट कहते हैं अब आपको यहाँ इस डीसी से क्या प्राप्त होता हैं यह नहीं है यहाँ यह वोल्टेज बिलकुल नहीं अब प्रश्न है आप इस वोल्टेज को कैसे उत्पन्न करते हैं इसे कैसे उत्पन्न करें या कोई भी वोल्टेज 18 से लगभग 36 के बराबर हो या उससे अधिक आप इसे कैसे उत्पन्न करते हैं उसके लिए वे इस बूस्ट कनवर्टर का उपयोग करते हैं जो 250 की सीमा में कहीं भी ले जा सकता है अब मैं कहूंगा कि यह रूढ़िवादी है जो किया जा रहा है मुझे नहीं लगता कि यह वहां काम करेगा लेकिन मुझे इसे रख देना चाहिए 400 मिलीवोल्ट ऊपर की ओर 400 मिलीवोल्ट डीसी को एक इनपुट के रूप में लेता है और सीधे 18 वोल्ट से 36 तक उत्पन्न करने में सक्षम है तो यह इस बूस्ट कनवर्टर का कार्य है अब यह बूस्ट कन्वर्टर आपको दो आउटपुट देता है एक को Vldo कहा जाता है और दूसरे को Vout कहा जाता है बस स्पष्टीकरण के लिए मुझे बस यहाँ सब कुछ मिटाना है और कहानी जारी रखना है मैं सुनिश्चित हूँ कि आप विभिन्न घटकों के बारे में नोट्स बना रहे हैं जो हमारे पास हैं जो कि हम स्केचिंग कर रहे हैं इसलिए यहां हमारे पास दो आउटपुट हैं एक को Vldo कहा जाता है यह LDO वास्तव में लो ड्रॉपआउट रेगुलेटर हैVout है Vout Vout वह है जिसे आप ढूंढ रहे हैं Vout हमें कहने दें इसलिए अब आपके पास Vldo संदर्भ समय 0552 हैहमें बताएं कि आप Vout को 28 वोल्ट पर सेट करने में रुचि रखते हैं या मुझे इसे और भी कम करने दें मैंने कहा कि एक सीमा है जिस पर यह संचालित होता है मैं एक उदाहरण लूंगा हम कहते हैं कि आप 23 वोल्ट में रुचि रखते हैं मुझे लगता है कि हम इसे 32 पर रखेंगे जो बेहतर है आप 32 वोल्ट के आउटपुट वोल्टेज में रुचि रखते हैं इसलिए इसका मतलब है कि यह Vout अब 32 वोल्ट पर सेट है अब यह बूस्ट कन्वर्टर यहाँ इनपुट पर एक स्थिर 400 मिलीवोल्ट है सबसे पहला आउटपुट यह जेनरेट करता है Vldo Vldo की विशेषता यह है इसके लिए बहुत विशिष्ट चिप LTC3105 है इस चिप की ख़ासियत यह है कि यह आपको अधिक शक्ति खींचने की अनुमति नहीं दे सकता है यह एक लो पावर आउटपुट है मैं कहूंगा कि लो पावर आउटपुट मुझे लगता है कि एक संदिग्ध है कि यह है इस से अधिक नहीं आप 6 मिलीएमपियर से अधिक करंट नहीं खींच सकते तो और आमतौर पर Vldo भी निर्धारित किया जा सकता है मुझे लगता है कि यहां एक रिश्ता है यदि आप Vout को दिए गए वोल्टेज पर सेट करते हैं Vldo एक निश्चित वोल्टेज का होगा हम विस्तार में नहीं जाएंगे लेकिन फिर भी ब्लॉक स्तर पर समझेंगे लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु यह Vldo है आप इसे उच्च पावर अनुप्रयोगों के लिए उपयोग नहीं कर सकते हैं IOT का पूरा क्षेत्र इन एम्बेडेड सिस्टमों और सभी का डिज़ाइन है जब आप उच्च पावर कहते हैं हम पहले से ही उच्च पावर की बात कर रहे हैं जो पहले से ही 10 मिलीएंपियर में है वह बात है यदि आप कहते हैं कि 10 मिलीएंपियर और 3 वोल्ट यह हमारे लिए बहुत अधिक पावर है तो यदि आप 30 मिलीवाट कहते हैं 30 मिलीवाट एम्बेडेड सिस्टम के लिए बहुत अधिक पावर है अगर आप कहते हैं तो मैं कहूंगा उफ़ यह ठीक से लिखने में सक्षम नहीं है अगर आप 3 वोल्ट कहते हैं 10 मिलीएंपियर बहुत अधिक पावर है मैं कहूंगा कि यह बहुत अधिक पावर पहले से ही प्रवृत्ति है और अधिक पावर बनने की जबकि यदि आप 3 वोल्ट और 1 मिलीएंपियर कहते हैं तो आप अभी भी 3 मिलिवाट पर हैं जो अभी भी ठीक है इसलिए जिस बिंदु पर मैं ड्राइव करने की कोशिश कर रहा हूं वह यह है कि यह Vldo पर आप अधिक पावर नहीं निकाल सकते हैं अधिकतम आप निकाल सकते हैं आप बेहतर स्पष्टता के लिए डेटा शीट देखना चाह सकते हैं जो कि लगभग 6 मिलीएंपियर है मैं इस स्तर पर डेटा शीट के विस्तार में नहीं जाऊंगा लेकिन मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण एल्गोरिथ्म को घर ले जाने की कोशिश कर रहा हूं जो की यहां बाहर है तो अब आप क्या कर रहे हैं जिस पल Vldo आप के पास उपलब्ध है एक स्थिर से हम कहते हैं यहाँ इनपुट पर 400 millivolt यह पावर Mux अनिवार्य रूप से दो इनपुट लेता है एक सुपर कैपेसिटर से आ रहा है और दूसरा Vldo से आ रहा है जाहिर है अगर आप यहां एक बड़ा कैपेसिटर लगाते हैं तो ऊर्जा भंडारण धीमा होगा क्योंकि प्लेटें बहुत बड़ी हैं कैपेसिटर का क्षेत्र बड़ा है इसे धीरे धीरे बनना होगा और एक स्थिर बिंदु पर यह वास्तव में 32 वोल्ट के सेट Vout पर आएगा हालाँकि कैपेसिटर के पार उस सेट वोल्टेज तक पहुँचने में समय लगने वाला है जो कि काफी हद तक निर्भर करेगा या केवल इस कैपेसिटर के मूल्य पर निर्भर करेगा तो यह यहाँ मुख्य बिंदु है तो अब यह पता चला है किVldo वह एक है जो आपको शुरू करने के लिए फिर से सप्लाई करेगा मुझे उम्मीद है आप सहमत होंगे क्योंकि Vldo अभी भी धीरे धीरे 01 वोल्ट से 02 वोल्ट तक निर्माण कर रहा है निर्माण निर्माण निर्माण सभी तरह से इसे इस कैपेसिटर के पार 32 वोल्ट तक पहुंचना है तो उस बिंदु तक पहुँचने में इसे लगता है स्पष्ट रूप से बहुत समय लगता है और तथ्य यह है कि यह 32 वोल्ट तक पहुंच गया है कटाई के स्रोतसे यह कॉइल और यह चुंबक स्रोत पहले से ही काफी अच्छा है उल्लेख करें कि आप वास्तव में इसका उपयोग कुछ उपयोगी करने के लिए कर सकते हैं आइए हम आगे बढ़ते हैं अब वो Vldo इस पावर मक्स से आउटपुट होने वाला पहला है अब हम माइक्रोकंट्रोलर को स्विच ऑन करते हैं और हम क्या करते हैं हम चुंबकीय क्षेत्र मूल्य को प्राप्त करने के लिए हॉल सेंसर को सक्रिय करते हैं ADC मूल्य जो मैंने आपको पिछले ग्राफ़ में दिखाया था तो यह ADC यहाँ यह है ADC इसलिए ADC मैंने आपको दिखाया है कुछ संख्याएं 450 500 रेंज और वह सब इतनी संख्या है आप यहाँ देखेंगे तो अब आप क्या करते हैं आप सिर्फ हॉल सेंसर के मूल्य को समझ सकते हैं और इसे RAM में स्टोर कर सकते हैं उदाहरण के लिए यह RAM में हो सकता है इस बीच जब इनपुट पर एक प्रचुर ऊर्जा प्रवाह के कारण बूस्ट कनवर्टर से आउटपुट का निर्माण शुरू होता है तो बूस्ट कनवर्टर को समझ आता है कि पर्याप्त रूप से अच्छा इनपुट है और सिग्नल को पावर गुड सिग्नल कहा जाता है मुझे इसे फिर से लिखने दो उत्पन्न करता है पावर गुड सिग्नलजिस पल पावर गुड सिग्नल संकेत microcontroller के लिए आता है पावर mux जो मूल रूप से Vsupply के साथ शुरू करने के लिए Vldo के बराबर था वास्तव में Vldo से स्थानांतरित कर दिया जाएगा अब Vsupply Vout के बराबर हो गया है पल यह स्थिति आती है माइक्रोकंट्रोलर तय करता है कि यह समय है इस उच्च पावर संचालन जैसे गणना और संचार पर जाने के लिए और ब्लूटूथ डेटा पैकेट को बाहर भेजने का फैसला करता है ब्लूटूथ लो ऊर्जा डेटा पैकेट और क्योंकि सुपर कैपेसिटर ब्लूटूथ लो ऊर्जा पैकेट को प्रेषित करने के लिए पर्याप्त पावर प्रदान करता है आउटपुट Vout अब नीचे गिर जाता है जब Vout Pgood सिग्नल से नीचे गिरता है जाहिर है अपनी मूल स्थिति में बदल जाता है और माइक्रोकंट्रोलर सभी पावर खपत करने वाले ब्लॉकों को बंद करने का फैसला करता है जैसे कि रेडियो और खुद पूरी तरह से ऑन स्थिति में और स्लीप मोड में जाता है अगले Pgood का इंतजार है ताकि यह एक संचार करें यह बड़ी तस्वीर है जो वास्तव में पीसीबी पर लागू किया गया है उसका ब्लॉक आरेख है जिसे हमने देखा है और अनिवार्य रूप से यह सब एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है और यह है कि एम्बेडेड उपकरणों के लिए पावर एम्बेडेड उपकरणों के लिए पावर प्रबंधन ऊर्जा संचयन मुझे इसे यहाँ लिखना है कि एम्बेडेड उपकरणों के लिए ऊर्जा संचयन वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है तो चलिए इस बीयररिंग तापमान माप को एक फ्लोचार्ट में कैप्चर करते हैं और इस फ्लोचार्ट को स्पष्ट शब्दों में समझाते हैं ताकि आप वास्तव में जान सकें कि IOT सिस्टम कैसा है IOT डिवाइस जिसे आप चाहते हैं एक IOT उत्पाद जो या एक IOT सिस्टम है जो बीयररिंग तापमान मापने या तापमान की निगरानी करने वाला होना चाहिए वास्तव में काम करता है या वास्तव में किया जाना चाहिए इस छोटे फ्लोचार्ट में कैप्चर किया जा सकता है तो आप कैसे शुरू करते हैं क्या है पूरी प्रक्रिया आइए हम इस फ्लोचार्ट पर वापस जाएं अनिवार्य रूप से मैं क्या करूंगा क्या मेरे पास यह फ्लोचार्ट यहां होगा लेकिन मैं बस सब कुछ फिर से दोहराऊंगा ताकि यह आपके लिए बेहतर हो पहला ब्लॉक वास्तव में स्टार्ट ब्लॉक है जिसे आप यहां देखते हैं यह स्टार्ट ब्लॉक है उसके बाद यह ब्लॉक है यह ब्लॉक GPIO इनिशियलाइजेशन है इसका क्या मतलब है इसका सीधा सा मतलब है कि पावर गुड सिग्नल जो कि माइक्रोकंट्रोलर के इनपुट की तरह है विशेष इनपुट GPIO लाइन को इनपुट के रूप में कॉन्फ़िगर किया गया है वह सभी गतिविधि वास्तव में इस ब्लॉक में होती है जो GPIO इनिशियलाइजेशन ब्लॉक है तो आप क्या करते हो आप अनिवार्य रूप से माइक्रोकंट्रोलर रखते हैं और सो जाते हैं में रखना नींद की स्थिति में तब तक रहें जब तक कि Pgood कम होना जारी है दूसरे शब्दों में यदि सिग्नल Pgood कम है तो आप संचार के संबंध में कुछ भी नहीं कर सकते हैं और यद्यपि आप संवेदन कर सकते हैं क्योंकि Vldo आउटपुट के साथ आप वास्तव में जा सकते हैं और संकेत को समझ सकते हैं लेकिन यह एक मामूली बात है कि आप Vldo का उपयोग कर सकते हैं और लेकिन यह वास्तव में इस छोटे फ्लोचार्ट में पूरी तरह से कैप्चर नहीं है इसलिए उच्च स्तर पर यदि Pgood कम है आप सो जाते हैं और पल भर में Pgood बढ़ जाता है आप नीचे आते हैं आप कई सेंसर सक्षम करते हैं यदि आप चाहें तो आप ADC मूल्य को फिर से पढ़ना चाहते हैं और हो सकता है कि अगर Pgood अच्छा बना रहे तो आप इसे स्टोर और चेक करना चाहते हैं अगर Pgood पता नहीं चलता है क्योंकि कम कुछ नहीं करता हैं बस वापस जाओ और सो जाओ अच्छी बात है जो आपने किया होगा आपको शायद एक मूल्य मिला होगा या तो Vldo का उपयोग करके या Vout का उपयोग करके वास्तव में Vout नहीं वास्तव में Vldo आपने सेंसर वैल्यू को पढ़ा होगा और इसे अपनी RAM में स्टोर कर लिया होगा Pgood पर्याप्त रूप से लंबे समय तक उच्च बना रहता है आप जानते हैं कि कैपेसिटर ने पर्याप्त रूप से अच्छी तरह से चार्ज हो गया होगा यह पिछली सुपर कैपेसिटर में सुपर कैप है चार्ज हो गया है और अब रेडियो सर्किट के लिए एक उच्च पावर प्रदान करने के लिए तैयार है ताकि सेंसर डेटा के साथ साथ एक BLE ट्रांसमिशन अब संभव हो जिसे हॉल सेंसर से ADC एनालॉग में माइक्रोकंट्रोलर के डिजिटल कनवर्टर पिन में प्राप्त किया गया था BLE ट्रांसमिशन होने के तुरंत बाद यह किया जाता है क्या होता है सिस्टम स्वचालित रूप से बंद हो जाता है क्योंकि सुपर कैपेसिटर स्थिर आउटपुट वोल्टेज की अपनी सामान्य पेशकश से काफी कम हो जाता है फिर से Pgood को नीचे खींचता है और सिस्टम वास्तव में ठंडे शुरुआत की स्थिति में वापस चला जाता है यह अनिवार्य रूप से किया जाता है इस पावर प्रबंधन प्रवाह में मैंने आपको बताया था मुझे भी जल्दी से कुछ दिखाने दे कुछ ऊर्जा ऊर्जा कटाई भाग से संबंधित कुछ यह X अक्ष की एक तस्वीर है जो बीयररिंग रोटेशन RPM को इंगित करता है और यह उस ऊर्जा को इंगित करता है जिसे हमने काटा स्पष्ट रूप से जैसे ही बीयररिंग गति बढ़ जाती है रोटेशन RPM बढ़ जाता है ऊर्जा की कटाई की संभावना भी बढ़ जाती है 9 मिलीजुएल तक बढ़ जाती है जो कि न्यूनतम 35 मिलीजुएल ऊर्जा से कटाई गई थी इतना स्पष्ट संकेतक कि बीयररिंग की गति भी यह सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि पूरी प्रणाली काम कर सकती है कटाई ऊर्जा के साथ चल सकती है संक्षेप में आइए हम इस बॉल बेयरिंग सिस्टम की अच्छी तस्वीर पर वापस जाएँ बेयरिंग घूमता है और खराबी के कारण गर्म होता है इन निओदिमियम मैग्नेट द्वारा यह समझ आता है कि तापमान में परिवर्तन के कारण चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है इस हॉल सेंसर द्वारा पकड़ा गया एक माइक्रोकंट्रोलर यूनिट के लिए एक रास्ता दिया जो अनिवार्य रूप से चुंबकीय क्षेत्र को मापता है इस प्रक्रिया में यह ब्लू कॉइल यहां वास्तव में चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण कटाई करता है इस आर्क मैग्नेट के कारण जो इस केबल पर यहां एक रेक्टिफायर सर्किट से जुड़ा है एक बूस्ट कन्वर्टर के माध्यम से हालत पावर मैनेजमेंट सर्किट और बूस्टर कनवर्टर के माध्यम से ऊर्जा इस सुपर कैपेसिटरपर यहाँ संग्रहीत यह एकयह कैपेसिटर यहाँ हम इसे यहां रखेंगे यह सुपर कैपेसिटर यहां और पूरा सर्किट यहां जिसमें अनिवार्य रूप से एक माइक्रोकंट्रोलर होता है और निश्चित रूप से आप यहां एक चिप एंटीना देख सकते हैं जो कि यहां अनिवार्य रूप से ब्लूटूथ लो ऊर्जा एंटीना है सारांश में जिसका अर्थ है हमने कई काम सही किए हमने परोक्ष रूप से तापमान को मापा हमने ऊर्जा की भी कटाई की और हमने वास्तव में एक अर्ध IOT प्रणाली का निर्माण किया मैं कहूंगा कि जो अनिवार्य रूप से माप करता है वह कुछ गणना करता है संचार भी करता है और हमने किया हम इसे अर्ध IOT प्रणाली कहते हैं क्योंकि हम किसी भी सक्रियण भाग में नहीं आए थे हमने लूप को बंद नहीं किया हमने उदाहरण के लिए बेयरिंग को जाम नहीं किया हमने वाहन पर ब्रेक नहीं लगाया या हमने lath को घुमाने से नहीं रोका क्योंकि हम इस बीयरिंग के लिए एक असामान्य स्थिति देखते हैं हमने ऐसा नहीं किया है तो इसका मतलब है कि आपको उस डेटा पर गहन विश्लेषण करना होगा जो आप इस तरह के बेयररिंग के संबंध में टूट फूट के रुझानों को देखने के लिए प्राप्त करते हैं और फिर वास्तव में यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इन बेयररिंग घटकों को बदलने का समय है इस धैर्य के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम एक अगले मॉड्यूल के रूप में पावर मैनेजमेंट को संभालेंगे क्योंकि हम पावर मैनेजमेंट में शामिल हो गए हैं और इस उदाहरण के साथ आइए हम अपने अगले क्लास में पावर मैनेजमेंट की शुरुआत करें